हम एआरएम माइक्रोकंट्रोलर पर चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से पाइपलाइन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो एआरएम प्रोसेसर में मौजूद हैं क्योंकि पाइपलाइनिंग की अवधारणा आप में से कुछ के लिए नई हो सकती है मैं पाइपलाइन की मूल अवधारणा को समझाने में कुछ समय दे रहा हूँ फिर मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि एआरएम प्रोसेसर में पाइपलाइन कैसा दिखता है और इससे क्या प्राप्त होने की उम्मीद है पाइपलाइन का उपयोग क्यों करते हैं इसके क्या फायदे हैं हम मूल प्रश्न से शुरू करते हैं कि पाइपलाइनिंग क्या है मूल रूप से पाइपलाइनिंग ओवरलैप्ड निष्पादन के लिए एक तंत्र है जब आप कहते हैं कि हम कुछ कार्यों की देखभाल कर रहे हैं आम तौर पर हम एक कार्य करते हैं इसे पूरा करते हैं और फिर अगले कार्य के साथ शुरू करते हैं अवधारणा को पाइपलाइन करने में यह है कि पहले कार्य को पूरा करने से पहले ही हम दूसरे कार्य को शुरू करते हैं दूसरे कार्य को पूरा करने से पहले ही हम तीसरा कार्य शुरू करते हैं इसलिए कार्यों के विभिन्न भागों को एक ओवरलैप किए गए फैशन में समानांतर में किया जा सकता है हम एक संगणना का विभाजन करते हैं जिसे k उप संगणना या चरणों की संख्या में किया जा रहा है फिर बहुत महत्वपूर्ण गति होना संभव है हम अधिकतम k तक देखेंगे लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम k के एक कारक द्वारा लागत में वृद्धि नहीं कर रहे हैं ठीक है हमारे पास k प्रोसेसर की संख्या स्वाभाविक रूप से हो सकती है और हम k गुणा गति बढ़ा रहे होंगे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लागत में बहुत मामूली वृद्धि से हम k गति बढ़ाने के करीब पहुंच रहे हैं वर्तमान संदर्भ में हम निर्देश निष्पादन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पाइप लाइनिंग का उपयोग प्रसंस्करण के अन्य डोमेन में भी किया जा सकता है अंकगणित संचालन के दौरान डेटा की वेक्टर की मेमोरी एक्सेस के दौरान आदि लेकिन वर्तमान संदर्भ में अनुदेश निष्पादन ही केवल एक चीज जिसकी हमें चिंता है हम अन्य के बारे में बहुत विस्तार नहीं करेंगे आइए हम पहले अवधारणा को समझें हम एक वास्तविक जीवन उदाहरण लेते हैं जिसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है मान लीजिए हम कुछ कपड़े धोना चाहते हैं मान लीजिए मैंने एक मशीन M का निर्माण किया है जो एक एक करके तीन चीजें कर सकती है धोना सुखाना और इस्त्री करना मैं मशीन को एक कपड़ा देता हूं यह इसे धोएगा इसे सुखाएगा इसे इस्त्री कर और उस कपड़े को इस्त्री किये हुए रूप में आउटपुट करेगा मान लेते है की पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक कुल समय T है सचित्र रूप से मैं इसे इस तरह दिखाता हूं मेरे पास मेरी मशीन है जो कपड़े धोने सुखाने और इस्त्री करने का काम करती है जो कुल समय लिया गया T है तो अगर मेरे पास कपड़े की N संख्या है तो आवश्यक कुल समय NxT होगा अब हम मानते हैं कि एक बहुत ही जटिल मशीन के बजाय जो सब कुछ कर सकती है मुझे इस मशीन को तीन छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है तीन सरल मशीनें जो केवल धो सकती हैं एक केवल सूखा सकती है और एक केवल इस्त्री कर सकती है मूल मशीन की तुलना में स्वाभाविक रूप से यह तीन गुना महंगा नहीं होगा यह सस्ता होगा हम एक और धारणा बनाते हैं पहले कुल समय T था हम बताते हैं कि इनमें से प्रत्येक समय T 3 T 3 और T 3 है ताकि कुल समय अभी भी T है हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि N कपड़े की प्रोसेसिंग के लिए कुल समय की आवश्यकता केवल 2 N T 3 होगी यदि N बहुत बड़ी है तो इस 2 को उपेक्षित किया जा सकता है और आप इसे अनुमानित कर सकते हैं NT 3 तो मुझे 3 गुणा गति मिली है लेकिन मैंने 3 गुना अधिक भुगतान नहीं किया है मैं सरल मशीनों का उपयोग कर रहा हूं यह पाइपलाइन की अवधारणा है आइए हम इस आरेख को एक एनिमेटेड रूप में देखें पहला कपड़ा धोने के लिए आता है इसमें T 3 समय लगेगा धोने का कार्य समाप्त होने के बाद यह कपड़ा सूखने के लिए जा सकता है और जब कपड़ा 1 सूखने के लिए आ गया है मशीन W फिर से मुक्त है W कपड़े 2 को शुरू कर सकता अगला कदम कपड़ा 1 इस्त्री के लिए आ रहा है कपड़ा 2 सूखने के लिए आ रहा है कपड़ा 3 धोने के लिए और इसी तरह से इसलिए आप देख सकते है कि सभी मशीनें भर जाने के बाद हर टी 3 बार में एक कपड़ा बाहर आ जाएगा इससे पहले हर बार टी से एक कपड़ा निकल रहा था इसलिए मुझे प्रभावी ढंग से 3 गुना गति मिल रही है पाइपलाइनिंग के पीछे यह आवश्यक विचार है प्रोसेसर पाइपलाइन को अवधारणा को विस्तारित करते हुए हम अब प्रोसेसर की गति बढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए मेरे पास एक सीपीयू है और मैं इसे k गुना तेज करना चाहता हूं मेरे पास दो विकल्प हैं मैं इस सीपीयू की k प्रतियां खरीद सकता हूं और समानांतर में k निर्देश चला सकता हूं वैकल्पिक रूप से मैं निष्पादन को पाइपलाइन के k चरणों में विभाजित कर सकता हूं निर्देश एक पाइपलाइन फैशन में निष्पादित किया जाएगा जैसे कि धुलाई सुखाने इस्त्री का उल्लेख किया वहाँ भी आप एक k गति की उम्मीद कर सकते हैं वैकल्पिक 1 में लागत भी k समय बढ़ जाएगी क्योंकि आपको इस CPU की k प्रतियां खरीदना होगा वैकल्पिक 2 गणना को k चरणों में विभाजित करना है यहां आप हार्डवेयर को k से गुणा नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इसे k टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत में बहुत मामूली वृद्धि हुई है लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ बफरिंग की आवश्यकता है कपड़ों के पहले उदाहरण लें जब पहला कपड़ा धोना समाप्त हो जाता है तो आप इसे सूखने के लिए देना चाहते हैं आपको इसे कहीं बीच में रखना होगा ताकि आप अगले कपड़े को धोने के लिए स्वीकार कर सकें मशीनों के बीच एक बफर या एक ट्रे होनी चाहिए ये कुछ बफ़रिंग आवश्यकताओं को कहते हैं एक निर्देश पाइपलाइन के लिए भी हमें चरणों के बीच में कुछ रजिस्टरों या लाचेस की आवश्यकता होती है जो पिछले चरण के परिणाम का अस्थायी भंडारण होगा जिसका उपयोग प्रसंस्करण के लिए अगले चरण द्वारा किया जाएगा यदि आप इस रजिस्टर का उपयोग नहीं करते हैं तो पिछला चरण इस मूल्य को संशोधित कर सकता है इसलिए अगला चरण इसकी वजह से कुछ गलत गणना कर सकता है सामान्य रूप से एक के स्टेज पाइपलाइन इस तरह दिखती है यहाँ पर सब मिला कर k संख्या चरण है और प्रत्येक चरण के बीच में लेच या रजिस्टर होता है जब भी कोई चरण अपनी गणना पूरी करता है तो वह डेटा को इस लेच में संग्रहीत कर देगा और यह अगली प्रतियोगिता से डेटा को अपने इनपुट लेच में ले जाएगा यदि यह लेच नहीं हो तो अगला कैलकुलेशन जो हो रहा है उसकी इनपुट वैल्यू बदल जाएगी तो यह गणना गलत हो सकती है यह इस तरह काम करता है आइए हम सामान्य अर्थों में एक पाइपलाइन की गति और दक्षता की त्वरित गणना करें पहले हमने धुलाई के उदाहरण के लिए गणना दिखाई बता दें कि tau पाइपलाइन की घड़ी की अवधि है जिसका अर्थ है प्रत्येक tau समय डेटा एक चरण से दूसरे चरण में जाता है और ti चरण Si में मौजूद सर्किट के लिए समय की देरी है और लेच देरी dL हो जाएगा अधिकतम चरण विलंब क्या होगा यह देखें कि यह t1 है यह t2 है यह t3 है तो पाइप लाइन में सबसे धीमा चरण यह निर्धारित करेगा कि अधिकतम गति क्या है जिसके साथ हम डेटा को स्थानांतरित कर सकते हैं क्योंकि यह सबसे धीमा चरण अड़चन बन जाएगा तो maxtti हम इसे टैम कहते हैं अधिकतम विलंब है और इसके लिए हमें लेच देरी dL को भी जोड़ना होगा तो taum dL आपकी घड़ी की अवधि tau होगी अब पाइपलाइन आवृत्ति 1 tau होगी f पाइपलाइन की अधिकतम थ्रूपुट भी होगी अगर आप हर घड़ी एक परिणाम आने की उम्मीद कर रहे हैं इस धारणा के साथ हमें एक त्वरित गणना करने का प्रयास करना चाहिए हम डेटा के N सेट को संसाधित करने के लिए कुल समय की गणना करते हैं tau मेरी घड़ी की अवधि है अब पाइपलाइन को भरने के लिए k 1 घड़ियों की आवश्यकता होती है के चरण हैं इसलिए मुझे एक चरण तक पहुंचने के लिए k 1 घड़ियों की आवश्यकता है जहां सभी k चरणों कुछ पर काम कर रहे हैं उसके बाद हर tau के समय में एक नया परिणाम उत्पन्न होगा तो x tau पाइप को भरने के लिए प्रारंभिक समय होगा और फिर आउटपुट के लिए यह N x tau उत्पन्न होगा यह N डेटा सेट को संसाधित करने के लिए कुल समय होगा अब यदि हमारे पास एक समान गैर पाइपलाइज्ड प्रोसेसर है यदि आप समय के लिए कुंडी देरी की उपेक्षा करते हैं तो कुल समय को N x k x tau के रूप में अनुमानित किया जा सकता है इसलिए एक पाइपलाइन में स्पीडअप Sk हम प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि N बहुत बड़ा हो जाता है यह Sk k के बराबर पहुंच जाता है इसलिए बड़ी संख्या में डेटा के लिए जिसे आप पाइपलाइन संसाधित कर रहे हैं आपका स्पीडअप k चरणों की संख्या के करीब होगा यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है अब एक और शब्द है जिसे हम पाइपलाइन दक्षता कहते हैं आदर्श मूल्य के करीब प्रदर्शन कितना है खैर जब पाइपलाइन अधिकतम दक्षता पर संचालित होती है यह Sk हमने अभी गणना की है k तक जाएगी अगर मैं उससे विभाजित करता हूं k k कैंसिल कर सकता हूं तो मुझे एक कारक मिलेगा यह मैं वास्तविक पाइपलाइन दक्षता के रूप में परिभाषित कर सकता हूं तो यह कभी भी 100 नहीं होगा शायद यह 90 दक्षता में काम कर रहा है और एक शब्द जो निश्चित रूप से है कि वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है पाइपलाइन थ्रूपुट कहा जाता है प्रति यूनिट समय में पूरा होने वाले संचालन की संख्या ऑपरेशन की कुल संख्या N है और लिया गया समय Tk है यदि आप इसे विभाजित करते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलती है यह पाइपलाइन थ्रूपुट है यह एक बहुत ही विशिष्ट प्लॉट है जो मैं दिखा रहा हूं k के विभिन्न मूल्यों के लिए कार्य N बनाम स्पीडअप की संख्या हम कहते हैं k 4 आप देखते हैं कि कार्यों की संख्या बढ़ जाती है स्पीडअप में वृद्धि होती है और स्तर बहुत पास हो जाते हैं 4 k 8 के लिए यह 8 के बहुत करीब होता है और इसी तरह यहाँ मैंने 256 तक दिखाया है आपको कुछ अंदाजा है कि वास्तव में क्या हो रहा है अब ARM में आना मैं विवरणों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा कोर्स नहीं है जहां मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिखा रहा हूं बल्कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ARM निर्देश पाइपलाइन का उपयोग करता है अगर मेरे पास के स्टेज पाइपलाइन है तो मैं के टाइम स्पीडअप की उम्मीद कर सकता हूं ARM7 आर्किटेक्चर में यह एक विशेष प्रोसेसर TDMI है तीन चरण होते हैं फेच डिकोड और निष्पादित यदि सब कुछ ठीक है तो हमें अनुदेश निष्पादन के मामले में लगभग 3 गुना स्पीडअप मिलने की उम्मीद है इसी तरह ARM9 में 5 चरण की पाइपलाइन फेच डिकोड एग्जीक्यूट मेमोरी राइट है हम कुछ छोटी चीजें देख सकते हैं डिकोड के भीतर रजिस्टर मूल्यों को भी पढ़ा जाता है जो भी रजिस्टरों की आवश्यकता होती है निष्पादित के दौरान बैरल शिफ्टर भी काम कर रहा है ALU संचालन भी किया जाता है मेमोरी एक्सेस यहां किया जाता है लिखने के दौरान परिणाम वापस रजिस्टर बैंक में लिखे गए हैं इसलिए यह यहाँ किया जाता है और ARM7 के लिए इन सभी को निष्पादित करने के दौरान किया गया था रजिस्टर रीड शिफ्ट एएलयू रजिस्टर राइट सब कुछ निष्पादित में किया गया था लेकिन एआरएम 9 में आप पाइपलाइन को अधिक विस्तृत और अधिक लचीला बना रहे हैं तो यहां स्पीडअप अधिकतम 5 हो सकता है बस एक बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं वह यह है कि मैं जिस गति की बात कर रहा हूं वह एक आदर्श गति है यह वह गति है जो आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब पाइपलाइन अपनी पूर्ण गति में चल रही हो लेकिन कभी कभी किसी कारण से आप पूरी गति से पाइपलाइन का संचालन नहीं कर सकते उन मामलों में स्पीडअप k से कम हो जाएगा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मान लीजिए कुछ निर्देश हैं जिन्हें निष्पादित किया गया है और बता दें कि ये सभी ADD निर्देश हैं और एक जटिल मल्टी रजिस्टर स्टोर निर्देश है इसलिए इसे कई घड़ी चक्रों की आवश्यकता होगी विचार यह है कि आम तौर पर एक घड़ी में सब कुछ खत्म हो जाता है STR अनुदेश के लिए क्या हो सकता है कि यह गुलाबी रंग का बॉक्स वास्तव में कई चक्रों की आवश्यकता हो सकती है इसका क्या मतलब है कई चक्र का मतलब है कि आप इसे अगले निर्देश को डिकोड नहीं कर सकते जब तक कि यह निष्पादन खत्म नहीं हो जाता है आप इसे डिकोड नहीं कर सकते इसलिए यहां कुछ देरी होगी क्योंकि इसमें कई चक्रों की आवश्यकता होती है इस तरह की देरी को स्टॉल के रूप में जाना जाता है हम उन्हें स्टाल साइकिल कहते हैं स्टाल चक्र का मतलब है कि कुछ चक्र बर्बाद हो गए हैं आप यहां देखें कि पहला निर्देश समाप्त हो गया है दूसरा निर्देश यहां समाप्त हुआ तीसरा निर्देश यहां चौथा निर्देश यहां लेकिन इस देरी की वजह से यह निर्देश यहां खत्म होना था लेकिन इसमें देरी हुई यही नहीं बाद के सभी निर्देश देरी से मिले और बीच बीच में इस तरह के कई निर्देश आ सकते हैं इसलिए इस तरह के हर निर्देश के लिए कुछ स्टाल चक्र डाला जाएगा और एक बार एक स्टाल होने के बाद इस स्टाल को बाद के सभी निर्देशों द्वारा ले जाया जाएगा जब तक कि निर्देश पाइप से बाहर नहीं निकल जाता ऐसे मामले एक पाइपलाइन की अधिकतम परिचालन गति को धीमा कर सकते हैं हम ARM7 ARM9 और ARM10 पाइपलाइनों के बारे में विहंगम दृष्टि देते हैं पाइप लाइन के खतरों को कुछ कहा जाता है डेटा निर्भरता हो सकती है कि क्या आप अगले निर्देश को खिला सकते हैं या नहीं बहुत सारे वास्तुशिल्प मुद्दे हैं जो पाइपलाइन को इसकी अधिकतम गति से संचालन करने से रोक सकते हैं स्टाल निर्देश इसके कारण हो सकते हैं एक उदाहरण मैंने एक जटिल निर्देशों के कारण दिया था लेकिन अन्य कारण भी हो सकते हैं वहाँ डेटा खतरा कहा जाता है वहाँ संरचनात्मक खतरा हो सकता है वहाँ नियंत्रण खतरा हो सकता है संचालन के विभिन्न अनुक्रमों के कारण और कुछ निर्देश जैसे कूद और शाखाएँ आपको स्टाल साइकिल सम्मिलित करने पड़ सकते हैं ये सभी पाइप लाइन को अधिकतम घड़ी आवृत्ति पर परिचालन से रोकते हैं बस एक और बात आपको बता दूं इस ARM7 तरह के आर्किटेक्चर में एक 3 स्टेज पाइपलाइन है आइए हम कहते हैं कि जब कोई निर्देश निष्पादित चरण में पहुंचता है तो एक बात जो आपको याद है मैंने आपको बताया कि सभी निर्देश 32 बिट निर्देश हैं और आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है इसलिए यदि पहला निर्देश 100 मेमोरी लोकेशन में संग्रहीत किया जाता है तो अगला निर्देश मेमोरी लोकेशन 104 में संग्रहीत किया जाएगा अगला स्थान स्थान 108 में संग्रहीत किया जाएगा क्योंकि प्रत्येक निर्देश में 4 बाइट्स की आवश्यकता होगी मुद्दा यह है कि जब कुछ निर्देश निष्पादित किए जाते हैं तो पीसी हमेशा 8 बाइट्स से आगे रहेगा आप इसमें 4 जोड़ते हैं क्योंकि आप इसे लाएंगे प्रत्येक निर्देश स्मृति पते में 4 जोड़ देगा और PC एक विशेष रजिस्टर है जो हमेशा प्राप्त होने वाले अगले निर्देश का पता संग्रहीत करता है जब आप इस निर्देश को ला रहे हैं तो यह वर्तमान निर्देश प्लस 8 का PC होगा क्योंकि वर्तमान निर्देश यहाँ है यदि हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो हमें अगला निर्देश प्राप्त होगा यदि हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो हम अगले के अगले निर्देश लिए होंगे यहां आप हमेशा अगले निर्देश के लिए अगला ला रहे हैं क्योंकि तीन चरण हैं यही कारण है कि PC हमेशा 8 बाइट्स से आगे है क्योंकि जब आप यहां पहले से ही दो बार पीसी बढ़ा रहे हैं तो यह हमेशा 8 बाइट्स से आगे होता है ताकि जब आप ला रहे हों तो आपको तदनुसार समायोजित करें और तदनुसार प्राप्त करें इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम संगठन को पंजीकृत करने के लिए ARM की कुछ अनूठी विशेषताओं विभिन्न निष्पादन मोड और इतने पर देख रहे होंगे यह हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे धन्यवाद्